छात्रों का स्वागत करते हैं तो पिछली कक्षा में हम बजटीय आय विवरण के बारे में बात कर रहे थे और अब इस कक्षा में हम सीखेंगे कि बजट आय विवरण या बजट लाभ और हानि खाते को कैसे तैयार किया जाए पहले हम सकल लाभ की गणना करेंगे और फिर हम शुद्ध लाभ की गणना करेंगे सही है तो अब इसे कैसे तैयार किया जाए जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था इस मामले में देखें कि जब आप इसे तैयार करते हैं तो हम केवल 5 चीजें लेते हैं सबसे पहले हम यहां बिक्री ले रहे हैं हम बिक्री मूल्य को देखेंगे तो हम यहां बाय सेल लिखते हैं तो तीन तिमाहियों के लिए कुल बिक्री मूल्य कितना है यदि आप मामले की जानकारी पर वापस जाते हैं यदि आप इसे जोड़ते हैं तो जून के महीने में कुल 700000 डॉलर हैं जुलाई और अगस्त के लिए 400000 डॉलर है तो कुल 1500000 डॉलर आता है इस कुल तिमाही में 15 मिलियन डॉलर की बिक्री होती है अब यह विवरण महीनेवार तैयार नहीं किया जाएगा यह उस महीने की कुल अनुसूची का सारांश होगा जिसे हमने महीनेवार तैयार किया था अब हम इसे 3 महीने के लिए कुल शुद्ध परिणाम के सारांश के रूप में लेंगे तो बिक्री क्या हैं यहां यह 1500000 डॉलर है यह डॉलर राशि में है आप इसे 1500000 कह सकते हैं यह कुल राशि है या आप कह सकते हैं कि यह 15 मिलियन डॉलर की बिक्री हम कर रहे हैं कुछ भी समापन स्टॉक में नहीं है हम 1500000 डॉलर के मूल्य बराबर निर्माण और बिक्री करने जा रहे हैं इसलिए कोई भी समापन स्टॉक वहां नहीं है मैं यहां कोई समापन स्टॉक नहीं डाल रहा हूं अब डेबिट पक्ष पर आने वाली इस जानकारी के संबंध में मैंने आपको बताया था कि हमें तीन खाते लेने हैं मतलब की तीन चीजें प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष श्रम प्रत्यक्ष ऊपरी खर्चे लेकिन यदि आप यहां मामले को देखते हैं तो आपको यहां एक जानकारी दी गई हैवह यह है कि औसत सकल लाभ 40 प्रतिशत है औसत सकल लाभ 40 प्रतिशत है इसका मतलब है कि सकल लाभ 40 प्रतिशत है तो इसका मतलब है कि तीन चीजों का जोड़ जोकि सामग्री श्रम और अन्य ऊपरी खर्चे 60 प्रतिशत है इसलिए हमें इसे लेना होगा क्योंकि कुल मिलाकर हमें सामग्री श्रम और अन्य ऊपरी खर्च के संबंध में अलग अलग जानकारी नहीं दी गई है हमें इसे इकट्ठा ही लेना होगा इसलिए इसे कुल राशि के रूप में गणना करने के लिए हमें यहां क्या करना है हमें कुछ लिखना होगा और यह कि आपको कुछ लिखना है जब आप कुल मिलाकर लिखते हैं तो कुल तीन चीजें आप इसे यहां लिखें सीओजीएस सीओजीएस का अर्थ है बिक्री हुए माल की लागत सामग्री श्रम और अन्य ऊपरी खर्च का जोड़ इसलिए हमें दिया गया है कि लागतबिक्री के कुल मूल्य का 60 प्रतिशत है क्योंकि सकल लाभ 40 प्रतिशत है इसलिए 60 प्रतिशत क्या है जो कि यहां 900000 डॉलर आता है ठीक है तो यह 900000 है तो यहाँ सकल लाभ क्या है सकल लाभ जो हमें सकल लाभ दिया गया है वह 600000 है स्पष्ट है हमें 60 प्रतिशत दिया गया है तो सकल लाभ 40 प्रतिशत क्षमा करें 40 प्रतिशत 1500000 का 40 प्रतिशत 600000 है 1500000 का 60 प्रतिशत 1500000 का 60 प्रतिशत 900000 है इसलिए हम 1500000 की कुल बिक्री के मुकाबले 600000 का सकल लाभ कमा रहे हैं तो यह शुद्ध लाभ है शुद्ध लाभ का पहला भाग इसलिए हम सीधे शुद्ध परिचालन लाभ पर नहीं पहुंचते हैं हम दो चरणों में पहुंचे थे पहला सकल लाभ है और फिर हमें शुद्ध लाभ का पता लगाना है तो आप जानते हैं कि इसे इस रूप में लेना है क्योंकि यह एक सकारात्मक शेष है इसलिए यह इस तरफ आएगा सकल लाभ के द्वारा जीपी और यह कितना है 600000 है यदि सकल लाभ के अलावा कोई अन्य आय उपलब्ध है तो आप यहां इस तरफ जोड़ देंगे लेकिन इस मामले में यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि अधिकतम मतलब कि आय या आमदनी या उपलब्ध राजस्व केवल सकल लाभ है और यह सीधे बिक्री से है इसलिए अब अप्रत्यक्ष आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है इसलिए हम आय विवरण के निचले हिस्से के क्रेडिट पक्ष में कुछ और नहीं डाल रहे हैं तो अब डेबिट पक्ष पर आते हैं डेबिट पक्ष पर हमें अब यह खर्चे सामग्री श्रम और अन्य ऊपरी खर्चों को प्रत्यक्ष व्यय के रूप में जाना जाता है और कुछ अन्य खर्च भी हैं जिन्हें सकल लाभ से घटाया जाना चाहिए वे अप्रत्यक्ष खर्चों के रूप में जाने जाते है इसका मतलब है कि उन खर्चों को प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं जिसके बिना उत्पादन के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन उत्पादन खर्च के अलावा आपको कुछ अन्य खर्चों को भी उठाना होगा जिन्हें सहायक खर्च कहा जाता है और उन खर्चों को निचले हिस्से में ले जाना होगा हालांकि इन खर्चों के बिना उत्पादन संभव होगा लेकिन उत्पादन को उत्पादन की जगह से बिक्री की जगह तक ले जाना लेकिन उत्पादन की जगह से बिक्री की जगह ले जाना आसान नहीं होगा इसके लिए कि हमें कुछ करना है हमें क्या करना है देखिए कुछ अन्य खर्चों के लिए प्रावधान करना होगा इसीलिए उन्हें अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है तो सकल लाभ से आपको अप्रत्यक्ष खर्चों को भी घटाना होगा और अंत में जो कुछ भी हमारे पास बचा है वह अप्रत्यक्ष खर्चों के मुकाबले सकल लाभ का अधिशेष होता है जिसे शुद्ध परिचालन लाभ के रूप में जाना जाता है इसलिए अब फिर से अनुसूची से अनुसूची पर वापस जाएं और आप जान पाएंगे कि वे अप्रत्यक्ष खर्च क्या हैं उन खर्चों में से पहला मद वेतन मजदूरी और दलाली के लिए था जो कि एक मद था और आप इसे तीन महीने के लिए लेते हैं आप इसे 3 महीने के लिए मतलब कि ले सकते हैं कि यह कितना आता है यह 300000 है कुल ३ महीने के लिए 300000 आता है फिर अन्य चर ऊपरी खर्चों अन्य चर ऊपरी खर्चों के लिए वे कुल मिलाकर कितने हैंतीन और यह 60000 आता है यह राशि 60000 अन्य चर ऊपरी खर्चों या अन्य चर खर्चों के तौर पर आती है यह 60000 है मामले में हमें एक और बात जो दी गई वह है मूल्यह्रास की राशि और यही कहीं यह मामले में लिखी है यदि आप इसे ध्यान से पढ़ें हां मान लें कि इन चर और निश्चित खर्चों के लिए हर महीने नकद संवितरण की आवश्यकता होती है मूल्यह्रास 2500 डॉलर मासिक है इसका मतलब है कि तिमाही के लिए मूल्यह्रास कुल कितना है यह मूल्यह्रास है तो यह राशि कितनी है यह 25 का 3 से गुना हैजोकि डॉलर 7500 मूल्यह्रास राशि है सही है तो हमने वेतन मजदूरी और दलाली खर्चों को लिया है हमने अन्य चर ऊपरी खर्चों या खर्चे को लिया है हमने मूल्यह्रास 7500 लिया है और अब हमें अन्य निश्चित खर्चों को अन्य निश्चित खर्चों के लिए लेना है यदि आप अन्य निश्चित खर्चों को लेते हैं तो ये अन्य निश्चित खर्च क्या हैं वे प्रति माह कितने थे 55000 डॉलर इसलिए तीन महीनों के लिए एक पूरी तिमाही के रूप में वे 165000 डॉलर निकलते हैं ये अन्य निश्चित व्यय हैं जो 3165000 में से 55000 प्रतिमाह का गुना हैं इन चार खर्चों के अलावा जोकि वेतन मजदूरी और दलाली अन्य परिवर्तनीय व्यय मूल्यह्रास और अन्य निश्चित व्यय है हमारे पास क्या बचा है एक और खर्च छूट गया है और वह है ब्याज व्यय के लिए ब्याज व्यय के लिए और वह ब्याज व्यय कितना है अब मैं यहां कहूँगा कि यह 6180 है मैं इसे 6180 लेता हूं अब आपको पता चलेगा कि इस 6180 की गणना क्यों और कैसे की गई है इस 6180 की गणना कैसे की गई है तो अब हमारे पास दो आंकड़े हैं एक आंकड़ा उस ब्याज का आंकड़ा है जिसे हमने भुगतान किया है हमने वास्तव में कितना ब्याज चुकाया है एक ब्याज जो हमने यहां चुकाया है वह है जून के महीने में 3530 और एक ब्याज वास्तव में जो हमने चुकाया है 1530 माफ कीजिए जुलाई के महीने में 3530 और हमने जो दूसरा ब्याज दिया है वह अगस्त के महीने में 1530 है लेकिन वह वास्तविक ब्याज का भुगतान किया गया है यह विवरण अक्रियूल आधार पर तैयार किया गया है कि 318000 के कुल उधार पर कुल अवधि के लिए कितना ब्याज देय है जिसके लिए धन का उपयोग किया गया है हमें यहां उस राशि का पता लगाना होगा और जो यहां 6180 आती है और फिर कितना भुगतान किया गया है वास्तव में भुगतान किया गया है हमें अंतर का पता लगाना होगा कितना देय था कितना भुगतान किया गया है और शेष राशि को बैलेंस शीट में बकाया ब्याज के रूप में दिखाया जाएगा मैं यहाँ इस विवरण में कह रहा हूँ यह इस बात से स्वतंत्र है कि हमने नकदी प्रवाह विवरण या नकदी बजट में कितना भुगतान किया है और दिखाया है इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है पहले हम गणना करेंगे ब्याज देय और कुल उधार 318000 की हमने इसकी गणना कैसे की मैं यहां इसकी गणना दिखाऊंगा और गणना दिखाने के लिए कि कितना उधार बकाया था बकाया उधार उदाहरण के लिए मैं यहां जून और जुलाई के लिए बकाया उधार लिखूंगा यह राशि कितनी थी यह 318000 हमने उधार लिया था हमने इस धनराशि का उपयोग जून के महीने के लिए किया है जुलाई के महीने के लिए और राशि का कुछ हिस्सा जुलाई के महीने में जुलाई के अंत में भुगतान किया गया था तो जुलाई के अंत में कितना भुगतान किया गया था 212000 तो शेष राशि कितनी बची तो इसका मतलब है कि अब अगस्त में बकाया ऋण कितना था वह राशि 106000 डॉलर थी जो बकाया राशि थी तो इसका मतलब है कि यदि आप इस राशि के कुल ब्याज की गणना करते हैं तो आपको यहां 318000 की दो महीने की अवधि के लिए 10 प्रतिशत की दर गणना से करनी होगी और 106000 के शेष पर कितने महीनों की अवधि के लिए केवल 1 महीने के लिए और 10 प्रतिशत की दर से हमने इस ब्याज व्यय की गणना की है जिसे आप ब्याज व्यय कह सकते हैं इस तरह हमने गणना की है कि यह 318000 गुना 212 है दो महीने हमने इस धन का उपयोग 010 से किया है जो 10 प्रतिशत से अधिक है हमें यहाँ ले जाना है अब एक और राशि यह कितनी है कितने महीने के लिए फिर से 106000 की शेष राशि एक महीना केवल हम इस राशि को एक महीने के लिए रख रहे हैं क्योंकि दो महीने का भुगतान हमें पूरी राशि और 106000 पर किया जाता है हम केवल एक महीने के लिए भुगतान कर रहे हैं जो केवल अगस्त महीने के लिए देय है और यह राशि केवल शेष बची राशि 106000 है और एक महीने की अवधि के लिए कितनी और कितनी दर से है जोकि फिर से 10 प्रतिशत है तो यदि आप इसकी गणना करते हैं तो यह कुल राशि कितनी आती है यह इस भाग के लिए 5300 डॉलर के बराबर होगी सही और साथ में हमें यह पता लगाना होगा कि दूसरे भाग के लिए यह 880 है तो यह कुल राशि कितनी आती है 6180 जो कि देय ब्याज है और जो मैंने यहां लिया है वह राशि यह है कि ब्याज 6180 है जो वास्तव में भुगतान किए गए ब्याज से स्वतंत्र है जो हमने नकद बजट में दिखाया है हम अंत में इसे समायोजित करेंगे कितना बकाया था इतना देय था कितना भुगतान किया गया है इतना भुगतान किया गया है शेष कितना बकाया है जो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो यह राशि अब यहाँ आती है अब आप इसका पूरा जोड़ करें यदि आप इसे कुल मिलाकर यहां एक विकर्ण रेखा खींचते हैं तो आपका कुल सकल लाभ या इस विवरण का समापन शेष 600000 है सही इसे दो रेखाऔ से बंद करें फिर यह 600000 है दोनों पक्षों को 600000 के बराबर होना चाहिए इसलिए यह अंतर कर से पहले शुद्ध परिचालन लाभ है कर से पहले शुद्ध परिचालन लाभ यदि आप इस शेष राशि की गणना करते हैं तो इसका मतलब है कि यह 300000 360000 367500 जमा 165000 और 6180 है यदि आप इसे जोड़ते हैं तो इन कुल आंकड़ों को 600000 मैं से घटाया जाता है तो आपके पास यहां कितना शेष बचा हैं यह कर से पहले का शुद्ध परिचालन लाभ 61320 है यह राशि 61320 है जो कर से पहले शुद्ध परिचालन लाभ है यह हमारे द्वारा किए गए लाभ की कुल राशि है और यह परिचालन बजट का शुद्ध परिणाम है करों से पहले का बजटीय शुद्ध परिचालन लाभ 61320 है यह परिचालन बजट का अंत है अब हम अगले विवरण पर जाएंगे और हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयार किया गया है जिसे बजटीय बैलेंस शीट कहा जाता है अंतिम विवरण जिसे हम यहां तैयार करने जा रहे हैं वह है बजटीय बैलेंस शीट और उस के साथ हम इस मामले में या इस मामले के लिए पूरी मास्टर बजट प्रक्रिया के अंत तक पहुंचने में सक्षम होंगे तो अब मैं बजटीय बैलेंस शीट बजट बैलेंस शीट तैयार कर रहा हूं यह बैलेंस शीट टी प्रारूप में भी तैयार की जा सकती है यह टी प्रारूप में या इसे ऊर्ध्वाधर प्रारूप में तैयार किया जा सकता है मैं उसे टी प्रारूप में सरलता और बेहतर समझ के लिए फिर से तैयारी कर रहा हूं तो हम इस तरह से यहां ले रहे हैं यह एक टी प्रारूप हैसही इसलिए यहाँ पर हमें जो लिखना है वह इस तिमाही के लिए कंपनी की बजटीय बैलेंस शीट है जो कि तिमाही के लिए है जो जून के महीने से शुरू होकर अगस्त के अंत तक है तो यह जून से अगस्त की तिमाही के लिए है इसलिए तिमाही के अंत में बजटीय बैलेंस शीट अगस्त के अंत में बजटीय बैलेंस शीट है अगस्त के अंत वाली तो अब आप दो कॉलम लेते हैं इस पक्ष को देनदारिया और पूंजी कहा जाता है और यह राशि है इस पक्ष को संपत्ति कहा जाता है और यह राशि मूल्य है सही इसलिए अब हम पहले इस में डालना शुरू करेंगे मतलब की हम यहां देनदारियां और पूंजी के साथ शुरू करते हैं तो यहाँ हम इसे मालिक की इक्विटी के रूप में लेते हैं मालिक की इक्विटी अगर अचल है मालिक की इक्विटी बैलेंस शीट में दी गई है मालिक की इक्विटी बैलेंस शीट में कितनी दी गई है मालिक की इक्विटी जो बैलेंस शीट में दी गई है वह 511000 है तो यह मालिक की इक्विटी है इसे आंतरिक कॉलम में रखें इसे 511000 को बाहरी कॉलम पर न लें इसमें अब आपको कुछ जोड़ना है जिसे शुद्ध परिचालन लाभ कहते हैं यह कर से पहले का शुद्ध परिचालन लाभ है और कर से पहले का शुद्ध परिचालन लाभ कितना है हमने यहां गणना की है कि यह राशि 61320 है हमें इसे वापस पूँजी में जोड़ना होगा तो 61320 यह राशि कितनी आती है यह राशि 572320 आती है क्योंकि लाभ जब इसे शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता है तो इसे पूँजी में वापस जोड़ दिया जाता है इसलिए आपकी पूँजी अब 572320 हो जाती है अब आपकी पूँजी है क्योंकि लाभप्रदता की वजह से पूँजी की वृद्धि हो जाती है अब इस पूँजी के बाद आपको अब अन्य देनदारियों को लेना होगा इसलिए अन्य देयताएं क्या हैं एक देय खाता है देय खाते देय खाते कहाँ से आएँगे यह देय खाते ख़रीद बजट से आएँगे हम कितना खरीदते हैं हम ख़रीद के लिए कितना भुगतान करते हैं और कितना भुगतान करना बाकी है इसलिए उदाहरण के लिए हमारी स्थिति यह थी कि हम जितना भी ख़रीद रहे हैं वह अगले महीने की बिक्री के बराबर ख़रीद रहे हैं और लागत 60 प्रतिशत थी तो अगला महीना सितंबर है हमने अगस्त के महीने में ख़रीददारी की है जिसका भुगतान अगस्त में नहीं बल्कि सितंबर में किया जाएगा तो इसका मतलब है कि 300000 की खरीदी जिसका 60 प्रतिशत है 180000 जो हमने अगस्त महीने में खरीदी थी लेकिन हमने इसके लिए भुगतान नहीं किया है इसका मतलब यह है कि यह देय खाते है और यह राशि 180000 है सही अन्य उधार देय हैं अब कितना उधार बचा है हम 318000 उधार ले चुके हैं हम अब तक कितना लौटा चुके हैं 212000 जमा 61000 तो उधार का शेष उधार देय 45000 उधारों का शेष है अब हम देय ब्याज की गणना करेंगे कितना ब्याज देय है देय ब्याज 1120 1120 हैहमने कितना भुगतान किया है कुल देय ब्याज कितना था 6180 था हमने कितना भुगतान किया है हमने एक आंकड़ा 3530 और दूसरा आंकड़ा 1530 चुकाया है इतना हमने भुगतान किया है यह दो चीजें हमने भुगतान की है और इतना देय थी तो शेष राशि जो कि 1120 है शेष राशि है जो अभी भी देय है हमने इसे यहां डाल दिया है जो कि 1120 ब्याज देय है अब आप इस तरफ आते हैं और यदि आप इस तरफ आते हैं तो आपको पता चलेगा अब संपत्ति क्या है क्योंकि कोई अन्य देनदारियां नहीं बची हैं अब सभी देनदारियों को हमने ध्यान में ले लिया है तो हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं इसलिए यहां संपत्ति लिखें आपको अचल संपत्तियां दी गई हैं सबसे पहले आपको अचल संपत्तियां लेनी हैं यदि आप निश्चित संपत्तियां लेते हैं वापस मामले में जाते हैं हमें कितनी अचल संपत्तियां दी जाती हैं हमें यहां कहीं अचल संपत्ति दी गई है जोकि कुल संपत्ति प्राप्य खाते फर्नीचर और फिक्सचर्स 168000 हैं इसलिए यदि आप कुल संपत्ति के बारे में बात करते हैं तो आप शुद्ध फर्नीचर और फिक्सचर्स ले सकते हैं जो कि 168000 हमें दिए गए हैं तो अचल संपत्ति 168000 है इसे यहां रखें आंतरिक कॉलम में मूल्यह्रास को कम करके मूल्यह्रास घटाकर कितना मूल्यह्रास है 7500 इसलिए संपत्तियों का कितना शेष बचा है हमारे पास 160500 बचा हैं ठीक है यह है संपत्ति की मात्रा अचल संपत्तियां हमारे पास मूल्यह्रास के बाद रह जाती है अब अचल संपत्तियों के बाद चालू संपत्तियों पर आते हैं पहली चालू संपत्ति अतिरिक्त सामग्री है जो ख़रीद हम अगस्त के महीने में करते हैं वह सितंबर के महीने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए होती है जिसे अगस्त के महीने में खरीदी जाता है लेकिन उपयोग नहीं किया जाता है इसलिए यह अभी भी अतिरिक्त सामग्री है और यह अतिरिक्त सामग्री हमारे पास कितने मूल्य की है180000 की अतिरिक्त सामग्री है फिर हमारे पास प्राप्य खाते हैं ए आर प्राप्य खाते वैसे ही जैसे हमारे देय खाते 180000 के हैं उसी तरह हमारे पास प्राप्य खाते भी हैं क्योंकि सभी बिक्री एक ही तिमाही में एकत्र नहीं की जाती कुछ बिक्री संग्रह होने से छूट जाती है जोकि अगले महीने में एकत्र की जाएगी और बिक्री की वह राशि जो वर्तमान तिमाही में की गई है लेकिन एकत्र नहीं की गई है उसे माना जाता हैं हम उन्हें क्या कहते हैं उन्हें बिक्री प्राप्तियों के कारण प्राप्य खाता कहा जाता है इस प्रकार यह राशि कितनी आती है 432000 432000 ये प्राप्य खाते हैं अब हमने इस आंकड़े की गणना कैसे की है आइए अब इसे समझते हैं प्राप्य 432000 खाते हैं हमने इस प्राप्य खाते की गणना कैसे की है मैं यहां आपके साथ चर्चा करूँगा उदाहरण के लिए जुलाई की बिक्री जुलाई से हमारे बचे प्राप्य खाते कितने हैं आप इसे जुलाई बिक्री के 90 प्रतिशत का 20 प्रतिशत कहेंगे सही है इसलिए जुलाई की बिक्री के 90 प्रतिशत का 20 प्रतिशत हिस्सा आप कह सकते हैं कि यह राशि कितनी निकलेगी 72000 जितना है उसके 90 प्रतिशत का 20 प्रतिशत हम जुलाई के महीने में कितनी बिक्री करने जा रहे हैं उदाहरण के लिए यदि आप मामले को देखते हैं तो जुलाई के महीने में बिक्री 400000 है और संग्रह की स्थिति क्या है संग्रह की स्थिति बिक्री का 10 प्रतिशत इस महीने में एकत्र की जाएगी कि हमने पहले ही 400000 का 10 प्रतिशत एकत्र कर लिया है हम जुलाई के महीने में 40000 पहले से ही एकत्र कर चुके हैं इसलिए अब हमारे लिए 400000 का 90 प्रतिशत एकत्र करना बचा है तो इसमें से 80 प्रतिशत राशि अगले महीने में एकत्र की जाएगी और फिर शेष राशि अगले से अगले महीने में एकत्र की जाएगी इसलिए इस मामले में उदाहरण के लिए जुलाई के महीने में अगर आप इस बारे में बात करें कि कितना इकट्ठा करना बाकी है तो यह केवल 20 प्रतिशत है हम फिर से स्थिति को देखते हैं नकद बिक्री 10 प्रतिशत है इसका मतलब है कि जुलाई के महीने में उधार बिक्री क्या है जुलाई के महीने में उधार बिक्री 400000 है इसमें से दी गई शर्त यह है कि बिक्री के अगले महीने में उसके उधारी खाते 80 प्रतिशत एकत्र किए जाते हैं और 20 प्रतिशत कह सकते हैं कि आप इसे अगले महीने में लेते हैं तो जुलाई के महीने में अब कितना इकट्ठा किया जाना बाकी है यानी 90 प्रतिशत का 20 प्रतिशत किस राशि के लिए यानी 400000 पर यह राशि 400000 है और यह राशि 72000 डॉलर आती है और अगस्त में अगस्त की बिक्री से अगस्त की बिक्री क्या है फिर से वे डॉलर में हैं कितना 400000 है तो कितना इकट्ठा किया जाना बाकी है एकत्र की जाने वाली राशि जो है आप इसे इस राशि के 90 प्रतिशत के 100 प्रतिशत के रूप में 400000 बोल सकते हैं तो यह कितना आती है 360000 तो यह कुल राशि 432000 हो जाती है यह राशि जो हमने यहां दिखाई है यह प्राप्य खातों की है जुलाई की बिक्री का एक हिस्सा संग्रहणीय है और इसका मतलब है कि यह जुलाई के महीने में प्राप्य खातों का हिस्सा है जो खातों की प्राप्य शेष है बचा हुआ 20 प्रतिशत प्राप्य खाते हैं जो अभी भी एकत्र नहीं हुए हैं तो वितरण जुलाई के महीने में है हम 400000 में बेच रहे हैं जुलाई के महीने में 10 प्रतिशत एकत्र किया जाता है क्योंकि यह नकद बिक्री है अब आप 400000 का 90 प्रतिशत छोड़ देते है और उस 90 प्रतिशत में से अगस्त के महीने में 400000 का 80 प्रतिशत का संग्रह किया जाना है तो यह पहले से ही बिक्री संग्रह में आ गया है तो इस तिमाही के अंत तक अभी भी कितना संग्रहणीय बाकी है 20 प्रतिशत इस तिमाही के अंत तक 20 प्रतिशत अभी भी संग्रहणीय है जो कि 360000 के 20 प्रतिशत यानी 400000 का 90 प्रतिशत आता है यह अगस्त की बिक्री में से 72000 है जिसे 10 प्रतिशत नकद बिक्री के रूप में एकत्र किया गया है और शेष राशि मतलब है कि उस 90 प्रतिशत का 80 प्रतिशत सितंबर महीने में आएगा और शेष 90 प्रतिशत का 20 प्रतिशत अक्टूबर में आएगा इसलिए 90 प्रतिशत यानी 360000 की उधार बिक्री के सभी 100 प्रतिशत को एकत्र किया जाना बाकी है तो यह राशि 432000 आती है और अंत मेंअंतिम चालू संपत्ति नकद है कितना नकद शेष है नकदी बजट में नकद बजट पर वापस जाएं आपको यह 25940 का कितना दिया गया है जोकि समापन नकदी शेष है इसलिए यदि आप इन दोनों पक्षों को जोड़ते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी बैलेंस शीट संतुलित हो गई है यह बैलेंस शीट कितनी है 798440 और यह 798440 यदि आप इसका जोड़ करें आप 00 में काम करेंगे तो यह 4 है फिर यह 9 है 8 यह फिर से 4 है इसलिए यदि आप कुल राशि की गणना करते हैंयह 798440 आती है तो यह अब अंतिम बैलेंस शीट है जिसे हमने तैयार किया है और यह त्रैमासिक बैलेंस शीट है यह अगस्त के अंत तक है क्योंकि अगस्त तिमाही का आखिरी महीना है तो यह एक त्रैमासिक बैलेंस शीट है जो हमारे पास उपलब्ध है इसलिए यदि आप इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं यदि आप अब पीछे जाते हैं तो हमारे पास क्या है मतलब कि हमने इस बजट को तैयार करते समय कहां से शुरू किया था और कहां समाप्त किया है हमने 2 विवरण के साथ समाप्त किया है एक है बजट आय विवरण और दूसरा बैलेंस शीटका बजट है मैंने आपको पहले ही बताया था कि मास्टर बजट में दो व्यापक घटक होते हैं एक है परिचालन बजट दूसरा वित्तीय बजट है परिचालन हम बिक्री पूर्वानुमान या पूर्वानुमानित बिक्री से शुरू करते हैं और फिर हमने बिक्री से होने वाली आमदनी और खर्चों जोकि उस बिक्री के लिए है मतलब कि उत्पादन खर्चे के हिसाब से अलग अलग अनुसूचियां तैयार करते हैं और फिर हम उन्हें अंतिम विवरण पर ले जाते हैं जिसे त्रैमासिक विवरण कहा जाता है और उस विवरण को बजटीय लाभ और हानि खाता या बजट आय विवरण कहा जाता है हम यह बजटीय आय विवरण तैयार करते हैं और हमें पता चला कि इस तिमाही का शुद्ध परिणाम इस कंपनी के लिए इस स्टोर के लिए यह है कि वे शुद्ध अधिशेष के साथ समाप्त हो रहे हैं इस तिमाही के लिए कर से पहले शुद्ध परिचालन लाभ 61320000 के साथ है यह परिचालन बजट का अंत है फिर हमने वित्तीय बजट में अन्य दो बयानों को एक साथ तैयार किया जैसा कि मैंने आपको सैद्धांतिक चर्चा में बताया था पहला घटक पहला विवरण जो हम तैयार करते हैं वह नकदी बजट है हमने तीन महीने के लिए स्वतंत्र रूप से नकदी बजट तैयार किया हमने हर महीने नकदी बजट के शुरुआती शेष के साथ शुरुआत की हमने नकदी के समापन शेष के साथ अंत किया इसलिए तीन महीने के लिए हमने नकदी के शुरुआती शेष नकदी के समापन शेष को ढूंढा और तिमाही के अंत में मतलब है कि तिमाही के आखिरी महीने के अंत में जोकि अगस्त है समापन नकदी शेष कितना था वह 25940 था 25000 समापन नकदी शेष है जिसे हम हमेशा एक सुरक्षा स्टॉक के रूप में रखते हैं और वह 940 जुलाई के महीने में आंशिक रूप से अप्रयुक्त के रूप में हमारे पास रह गया था आंशिक रूप से अगस्त के महीने में और फिर अगस्त के अंत में इस तिमाही का नकद समापन शेष 25940 था तो इन सब का मतलब है कि उन सभी आंकड़ों को बैलेंस शीट पर लाया गया था तो बजटीय आय विवरण में राजस्व और व्यय का हिसाब लगाया गया था और बजटीय है बैलेंस शीट में संपत्तियों और देनदारियों का हिसाब लगाया गया था अंत में जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो हम एक तरफ पूंजी और देनदारियों या देनदारियों और पूंजी डालते हैं दूसरी तरफ हम संपत्ति डालते हैं और जब हमें पता चलता है कि देनदारियों और परिसंपत्तियों के कारण हैं तो आखिरकार हम यह पता लगा सकते हैं कि आपकी बैलेंस शीट बजटीय बैलेंस शीट है त्रैमासिक बैलेंस शीट संतुलित बैलेंस शीट है हम यह पता लगाने में सक्षम हैं कि कुछ हिस्सा मालिक की इक्विटी है और इक्विटी जमा लाभ का कुल योग और कुछ अन्य चालू देनदारियां हैं जो आने वाले समय में भुगतान करने के कारण देय बन रही हैं जिसके बदले में हमारे पास संपत्ति है जिसमें स्थिर संपत्ति फर्नीचर और फिक्स्चर शामिल है हमारे पास चालू संपत्ति जैसे अतिरिक्त सामग्री प्राप्य खाते और नकदी हैं और अंत में हमें पता चला कि समापन नकदी शेष 798440 है और हमारी बैलेंस शीट संतुलित है इसलिए अब प्रत्येक व्यवसाय के लिए प्रत्येक तिमाही के लिए जब इस तरह का बजट तैयार होता है तो यह संगठन में विभिन्न वर्गों उप वर्गों इकाइयों और उप इकाइयों को संप्रेषित रहता है हर कोई अग्रिम में जानता है कि आने वाली तिमाही में उनसे क्या उम्मीद की जा रही है जब बजट होता है जब मानक तय होते हैं तो हर कोई जानता है कि बेंच मार्क उन्हें दिया गया है अब उन्हें इस बेंच मार्क या इस बजट के अनुसार प्रदर्शन करना होगा और अगर कुछ भी इस उतार चढ़ाव से अधिक हो जाता है तो तिमाही के अंत में हम बजटीय प्रदर्शन के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करेंगे और फिर हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि विचरण कहां हैं क्या सकारात्मक या नकारात्मक विचरण है दोनों का विश्लेषण होगा तो अगली तिमाही में हमारा प्रदर्शन बजटीय आएगा कोई विचरण नहीं होगा या न्यूनतम विचरण होंगे और वर्ष के अंत में हम संगठन को उस स्तर तक ले जाने में सक्षम हैं जिस स्तर पर हम इसे लेना चाहते हैं इसलिए बजट बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधन नियंत्रण साधन है प्रबंधन निर्णय लेने का साधन है और हम यहां सीख रहे हैं तो बजट तैयार करना बजट की तैयारी के बारे में सीखना एक बात है लेकिन प्रबंधन निर्णय के लिए बजट का उपयोग कैसे करें यह दूसरी बात है सही है इसलिए दोनों ही चीजों को हमें ध्यान में रखना है और आखिरकार हमें उस बजट या बजटीय अभ्यास के बारे में सीखना होगा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है बहुत प्रभावी साधन है जो किसी भी प्रकार के प्रबंधन के निर्णय लेने में सुविधा प्रदान कर सकता है इसलिए मैं इस मामले को रोक कर अंत कर रहा हूं अगली बार मैं इस प्रकार के एक और मामले पर चर्चा करूँगा और हम फिर से सीखने की कोशिश करेंगे कि थोड़ी अलग स्थिति मेंकैसे बजट तैयार किया जा सकता है तो मैं आपके साथ आने वाली कक्षा में एक और मामले पर चर्चा करुंगा